पाली डी लाइसिन डेपोज़िशन सेल कल्चर टेक्नोलॉजी पर व्याख्यान श्रृंखला में आपका स्वागत है हम चौथे सप्ताह की शुरुआत कर रहे हैं इस सप्ताह प्रारंभिक भाग में हम विभिन्न प्रकार के एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स के बारे में जानकारी देंगे यदि आप याद करते हैं तो पिछले सप्ताह में जहाँ हम एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स की भूमिका के बारे में चर्चा कर रहे थे वहीँ हमने विकास के प्रकारों और सब्सट्रेट पर सेल्स को एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स एंकरिंग के तरीके के बारे में बात की थी आज हम क्या करेंगे हम सबसे पहले विभिन्न प्रकार के सिंथेटिक और नेचुरल एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स की गणना करेंगे जो वर्तमान में सेल कल्चर टेक्नोलॉजी में उपयोग किए जा रहे हैं और हम उन संभावित इंटरैक्शन के बारे में बात करेंगे कि एक्स्ट्रासेल्यूलर मैट्रिक्स सामग्री अटैचिंग सेल को क्या प्रदान कर रहे हैं तो व्याख्यान 1 की शुरुआत करते हैं और हम सप्ताह 4 डब्ल्यू 4 एल 1 में हैं शुरूआत में सेल कल्चर में इस्तेमाल किए गए विभिन्न प्रकार के एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे हम उन्हें 2 व्यापक श्रेणियों वर्गीकृत करते हैं सिंथेटिक और नेचुरल जब हम प्राकृतिक के बारे में बात करते हैं तो हम उन के बारे में बात करेंगे जो इस प्रभाव को दिखाने के लिए जाना जाता है इसे या तो प्राकृतिक स्रोतों से सीधे प्राप्त किया जा सकता है या जैव वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उपयोग करके उनके जीन को कुछ ऐसे अन्य सिक्रीटोरी प्रोटीन सेलाइन में स्थानांतरित कर सकते हैं जहां आप उन्हें उत्पादित कर सकते हैं फिर उन्हें बड़े पैमाने पर उत्पादित किया जा सकता है तो प्राकृतिक एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स के बारे में बात करके शुरू करते हैं हम कोलेजन जो कि एक एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन है के बारे में जानते हैं जो सेल से सेल और सेल से अन्य सेल प्रकार के बीच जोड़ को सुनिश्चित करने में बहुत प्रभावी है के बारे में जानते हैं और कोलेजन के कई प्रकार हैं तो हम कोलेजन के प्रकार की गहराई में नहीं जा रहे हैं लेकिन कोलेजन के बारे में सामान्य रूप से बात करेंगे फिर हमारे पास लामिनिन है सेल्स के इंटीग्रिन रिसेप्टर्स हैं और ये लेमिनिन इंटीग्रिन से बंधे होते हैं हम उस पर बाद में चर्चा करेंगे फिर उसी परिवार में हमारे पास जिलेटिन नामक कोलेजन और लैमिनिन का एक प्रकार का मिश्रण होता है जबकि सिंथेटिक पक्ष में हमारे पास पॉली डी लाइसिन है हमारे पास यह है मैं आपको इस पर कुछ साहित्य दूंगा हम इस बारे में बात करेंगे यह मूल रूप से एक सिलेन है डीटीएस सिलाने ये टेरामाईन समूह हैं जो उनमें मौजूद हैं हम बाद में उस पर आएंगे आइए हम इन अलग सिंथेटिक और प्राकृतिक एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स के साथ अपनी चर्चा शुरू करें तो सिंथेटिक मैट्रिक्स के बारे में बात करना आसान है क्योंकि उनमें से अधिकांश में कोई विशिष्ट परस्पर क्रिया नहीं है तो पॉली डी लाइसिन का काम करने का तरीका कुछ ऐसा है उदाहरण के लिए कहें यहाँ आपके पास एक ग्लास सब्सट्रेट है एक ग्लास सब्सट्रेट पर आप पॉली डी लाइसिन जमा करते हैं तो पॉली डी लाइसिन के बारे में बात करते हैं तो डी आईसोमर प्रकार और लाइसिन जैसा कि आप जानते हैं एक एमिनो एसिड है तो हमारे पास लाइसिन की एक श्रृंखला है यदि यह लाइसिन है तो इससे जुड़े हुए रेसिड्यू संदर्भ समय 0608 यहां की और जुड़ता है और यदि आप बाजार से यह पॉली डी लाइसिन खरीदते हैं तो यह पॉली डी लाइसिन हाइड्रोब्रोमाइड के रूप में आता है जिसे हाइड्रोजन ब्रोमाइड की सहायता से स्थिर किया होगा लेकिन चिंता न करें कि यह उस कल्चर में नहीं रहता है जैसा कि आप जानते हैं कि यह हैट जाता है लेकिन यह अनिवार्य रूप से वास्तविक मॉलिक्यूल है और जब आप इसे सरफेस पर डालते हैं तो यह मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से बनता है एक काफी असमान सतह बनाता है क्योंकि यदि आप एक एएफएम छवि लेते हैं तो मैं एक एएफएम छवि को अतिरिक्त जानकारी के रूप में साझा करूंगा यह कुछ इस तरह का हो जाता है और यदि आप सरफेस एनालिसिस करने के लिए AFM टिप लेते हैं तो आप को इस तरह से दिखाई देगा सरफेस एनालिसिस पर आपको यह एक प्रकार का खुरदरा सरफेस दिखेगा और ये निरावरण होंगे इसमें पॉजिटिव NH3 के कुछ समूह हैं जो कि इस प्रकार पॉप आउट कर रहे हैं वे टर्मिनल से इस तरह से पॉपिंग कर रहे हैं संदर्भ समय 0742 तो अगर आपको यह याद है कि आपके एमिनो एसिड कैसे दिखेंगे जैसे कि इसमें एक तरफ COO टर्मिनल है एक दूसरी तरफ पर एमिनो समूह है और इसका एक R समूह यहां है और यह यहां एक H है इसके 3 एमिनो समूह हैं जो यहाँ मौजूद हैं और इनमें से कुछ एमिनो समूह यहाँ भी मौजूद हैं और ये एक प्रकार से पॉप आउट होते हैं जो आप देखते हैं अनिवार्य रूप से जिस गिलास सरफेस पर वे जुड़ रहे हैं उस पर किसी तरह के सरफेस इंटरेक्शन की वजह से लेकिन इससे पहले कि आप उन्हें सब्सट्रेट पर डाल सकें आपको जो करना है वह यह है कि जब भी आप इस तरह का काम करते हैं तो आपको कांच के सब्सट्रेट को बहुत अच्छी तरह से साफ करना होता है क्योंकि इस प्रकार की अब्सॉर्प्शन की प्रक्रिया अब्सॉर्प्शन डेपोज़िशन की एक प्रक्रिया है जिसका अर्थ है कि आप उस सरफेस पर अब्सॉर्प्शन कर रहे हैं और पाली डी लाइसिन मॉलिक्यूल और सब्सट्रेट की कोई केमिकल कपलिंग नहीं कर रहे हैं तो आप क्या करते हैं कि आप पॉली डी लाइसिन लेते हैं जब आप इसमें डीआयोनीज़ेड पानी मिलाते हैं और आप इसे अच्छी तरह से घोल देते हैं और उस प्रक्रिया में आपको एक सोलुशन मिलता है तो आम तौर पर पॉलिस डी लाइसिन के लिए जिस कॉन्सेंट्रेशन का उपयोग किया जाता है वह कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होती है और जो सटीक कॉन्सेंट्रेशन मैं कुछ प्रकाशित साहित्य के माध्यम से प्रदान कर दूंगा तो पॉली डी लाइसिन के बारे में हमेशा एक बात याद रखें कि उच्च कॉन्सेंट्रेशन में पॉली डी लाइसिन सेल विकास को बढ़ावा नहीं देता है पॉली डी लाइसिन काफी कम कंसंट्रेशन में सेल के विकास को बढ़ावा देता है लेकिन सरफेस कवरेज लगभग पूर्ण होना चाहिए इसलिए आपको यह ध्यान रखना होगा कि सरफेस कवरेज पूरी तरह से होना चाहिए बस थोड़ी सी जगह छोड़ कर यह जगह बहुत कम जगह हो सकती है कि आप वास्तव में तय नहीं कर सकते जब तक कि आप उस पर एटॉमिक फ़ोर्स माइक्रोस्कोपी न करें दूसरी बात आप सरफेस का एनालिसिस कर सकते हैं तो हम इस प्रकार आगे बढ़ेंगे पहले आपको सरफेस का एनालिसिस करने के लिए एक एएफएम एटॉमिक फ़ोर्स माइक्रोस्कोपी करना चाहिए आपको वास्तव में उस विशेष कम्पोजीशन को समझना होता है और एक बार जब आप उस को जान लेते हैं तो सरफेस इस तरह दिखाई देगी तब आप इसे दोहरा सकते हैं लेकिन समय समय पर आपको क्रॉस चेक करना होगा पहले आपको एक फिजिकल सरफेस एनालिसिस करना चाहिए दूसरी बात जो ज़रूरी है वो यह है कि इस सतह पर पानी की एक बूंद डाल दें और देखें कि सब्सट्रेट पर गिरने वाली पानी की बूंद कैसे फैलती है क्या यह ऐसे ही रहता है या क्या यह इस तरह फैलती है या क्या यह इस तरह से फैलती है तो इसके आधार पर आप कांटेक्ट एंगल को मापते हैं शायद यह इस तरह से हो या यह इस तरह या फिर इस तरह से बहुत व्यापक हो सकता है तो इसे कांटेक्ट एंगल माप कहा जाता है ये कांटेक्ट एंगल माप आपको सब्सट्रेट के हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक प्रकृति के बारे में अच्छी जानकारी देंगे हाइड्रोफोबिक या हाइड्रोफिलिक बिना विवरण में जाने आप देख सकते हैं तो आप सभी ने इस चित्र को देखा होगा आप सभी ने देखा होगा कि एक पत्ती है और उस पर एक पानी की बूंद है तो पानी की बूंद इस तरह है जब भी हम एक पानी की बूंद को देखते हैं जैसे कि हमारा सामान्य ज्ञान कहता है कि पानी का मॉलिक्यूल वास्तव में फ़ैल नहीं रहा है इसका मतलब यह है कि यह सब्सट्रेट या पत्ती की यह सरफेस हाइड्रोफोबिक है ठीक है यह पानी के मोलेक्युल्स और पत्ते के बीच संपर्क की अनुमति नहीं देता है पानी के मोलेक्युल्स और पत्ती के बीच कांटेक्ट एंगल बहुत ही कम या न्यूनतम है संदर्भ समय 1324 तो आप वास्तव में इस चित्र को देखकर एंगल को माप सकते हैं आप कह सकते हैं कि यह एंगल कुछ इस तरह होगा वहाँ बहुत कम कांटेक्ट एरिया है बहुत थोड़ा कांटेक्ट इसके विपरीत उदाहरण के लिए कहें कुछ सबस्ट्रेट्स हैं जहां आप पानी के मोलेक्युल्स डालते हैं मान लीजिए कि यह एक सब्सट्रेट है और आप इस पर पानी के मोलेक्युल्स डाल देते हैं पानी के मोलेक्युल्स लगभग कुछ ही समय में यहाँ से इस तरह यहाँ तक चले जायेंगे हम उन्हें काफी हाइड्रोफिलिक सब्सट्रेट कहते हैं पानी वास्तव में बहुत तेजी से फैल सकता है अब इसके आधार पर मैं आपको प्रयोग सुझा सकता हूं यदि आप सब्सट्रेट पर पॉली डी लाइसिन की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं यहां मैंने आपको कम कंसंट्रेशन के लिए कहा है उदाहरण के लिए आप इस कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं यदि यह इस तरह बढ़ता रहता है अब एक बिंदु होगा जब आप देखेंगे कि सरफेस वाटर लविंग हो जाती है तो इसका मतलब है कि आखिरकार पानी की बूंद सब्सट्रेट पर इस तरह से रहेगी लेकिन यह तब होगा जब आप कंसंट्रेशन बढ़ाते हुए बहुत ध्यान से पॉली डी लाइसिन सरफेस पर सरफेस एंगल की निगरानी करेंगे मैं इस विषय को इस तरह से कवर कर रहा हूं इसका कारण यह है कि अधिकांश सेल कल्चर जो वर्तमान में दुनिया भर में कुछ प्रयोगशालाओं को छोड़कर बहुत कम है इतनी कम है कि आप उंगलियों में उन्हें गिन सकते हैं उनमें से अधिकांश इन पहलुओं को ध्यान में नहीं रखते हैं और यही वह जगह है जहां विभिन्न समूहों के बीच परस्पर विरोधी परिणाम आता है क्योंकि हो सकता है कि ग्लास सब्सट्रेट जहां इन मोलेक्युल्स के कुछ अलग प्रकार की अटैचमेंट्स हो वहां कांच की अन्य सरफेस हो सकती है जो वास्तव में ठीक से प्रोसेस नहीं हुई है उनमें एक अलग तरह की अटैचमेंट्स हो सकता है और उन अटैचमेंट्स के आधार पर कांटेक्ट एंगल बदल जाएगा और चूंकि कांटेक्ट एंगल बदल जाता है इसलिए सेल अटैचमेंट प्रॉपर्टीज भी बदल जाते हैं क्योंकि आपको उस माध्यम का एहसास करना होगा जो आप यहां डाल रहे हैं वो एक नमक का घोल है जिसे आप नमक और अन्य मोलेक्युल्स होते हैं लेकिन सेल कल्चर के लिए जिनका उपयोग किया गया है उन सभी माध्यम का आधार जलीय हैं पानी के आधार पर यदि यह पानी पर आधारित है तो समस्या यह है कि सब्सट्रेट पर डालने पर पानी की प्रॉपर्टीज उन प्रॉपर्टीज के समान होंगे जो सेल्स के साथ माध्यम द्वारा अनुभव किए जाएंगे सेल्स को अटैच करने के लिए आपके पास उचित मात्रा में अडहियरिंग साइड और पानी की एक पतली फिल्म होनी चाहिए तो इसीलिए मैं इस विषय को उन चीजों की तुलना में थोड़े अलग तरीके से कवर कर रहा हूं जो नहीं की जा रही हैं लेकिन उद्योग के स्तर पर या उस स्तर पर जहां आपको वास्तव में एक पूर्ण गुणवत्ता नियंत्रण रखना है आपको यह सुनिश्चित करना होगा इन बातों का पालन किया जा रहा है हम ने जो बात की है वो यह है कि आपको सरफेस को जानने के लिए पहली तकनीक के रूप में एक एटॉमिक फ़ोर्स माइक्रोस्कोपी करना होगा दूसरा आपको परीक्षण के दूसरे स्तर पर कांटेक्ट एंगल माप करना होगा तीसरी बात जो आपको करनी है वह यह है कि जब आप सब्सट्रेट पर कोई कंपाउंड डाल रहे हैं चाहे वह अब्सॉर्ब हो रहा हो या फिर वह एक पतली फिल्म बना रहा हो या वह किसी तरह का केमिकल कपलिंग कर रहा हो सरफेस केमिकल एनालिसिस surface chemical analysis करना हमेशा एक अच्छा विचार है मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको यह जानना होगा कि वे सभी एटम्स कौन से हैं जो उस मटेरियल की सतह पर एक्सपोज्ड हैं या उसके सरफेस पर कौन कौन से तत्व हैं यदि आप ऊपर से पॉली डी लायसिन को देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपके पास कार्बन होगा आपके पास निश्चित रूप से नाइट्रोजन होगा ये हाइड्रोजन हैं ज्यादातर ये ही एटम्स होंगे संदर्भ समय 1836 और निश्चित रूप से आपके पास ऑक्सीजन होगा अब करना है सरफेस एनालिसिस और सबसे आसान और सबसे गहन सरफेस एनालिसिस जो आप कर सकते हैं है एक्सपीएस एक्सपीएस का मतलब है एक्स रे फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसमें कुछ मामूली बदलाव हैं जो हम यहां से जारी रखेंगे धन्यवाद